पिछले व्याख्यान में हमने कुछ सुरक्षा स्टॉक मॉडल को देखा और हमने सुरक्षा स्टॉक पर लीड समय के प्रभाव का भी अध्ययन किया हम मानते हैं कि लीड समय के दौरान मांग संभावित है और हमने कई मामलों को देखा है जहां मांग असतत वितरण का अनुसरण करती है या मांग निरंतर वितरण का अनुसरण करती है हमने लीड समय को भी देखा और हमने दो मामलों को देखा जहां लीड समय नियतात्मक है और लीड समय संभावित है और वितरण के बाद है और हमने यह भी देखा कि यह हमें नियतात्मक सूची के मामले की तुलना में अधिक सुरक्षा स्टॉक में ले जाएगा और एक चीज जो हमने अंत में कही है वह आपूर्तिकर्ता चयन पर भी प्रभाव डालती है आदर्श रूप से हम एक ऐसे आपूर्तिकर्ता को चुनना चाहेंगे जिसके पास आपूर्तिकर्ता चुनने के बजाय नियतात्मक लीड समय हो जिसका लीड समय प्रदर्शन वितरण के बाद हो जिस समय लीड समय नियतात्मक नहीं होता है और भिन्नता दिखाता है हम पूरी तरह से जानते हैं कि सुरक्षा स्टॉक बहुत अधिक है इसलिए इन अवधारणाओं का पहला प्रभाव या पहला आवेदन या उपयोग आपूर्तिकर्ता चयन में निहित है जहां हमें आपूर्तिकर्ता चुनने में सावधानी बरतनी होगी आपूर्तिकर्ताओं को लीड समय में भिन्नता नहीं दिखानी चाहिए अब हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कुछ और क्षेत्रों को देखेंगे जहां सुरक्षा स्टॉक बनाम संभाव्य मांग के इस सिद्धांत का कुछ अनुप्रयोग है तो हम दूसरे को देखते हैं जिसे एकत्रीकरण कहा जाता है अब हम एक मामले पर नजर डालते हैं जहां पांच रिटेल आउटलेट हैं और किसी विशेष वस्तु की मांग है तो हम कहते हैं कि 50 और मांग का सिग्मा 10 के बराबर है हम मांग के मानक विचलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एस का उपयोग कर सकते हैं लेकिन आइए हम मांग के मानक विचलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिग्मा का उपयोग करते हैं जो कि 10 इकाइयां हैं अब अगर हमारे पास यह स्थिति है और अगर लीड समय 2 सप्ताह है और ये साप्ताहिक मांग हैं और अगर लीड समय 2 सप्ताह है तो लीड समय के दौरान मांग 200 में 50 के बराबर है और लीड समय के दौरान सिग्मा रूट 2 के 10 के बराबर है जो 1414 है अब इनमें से प्रत्येक खुदरा स्टोर 95 प्रतिशत सेवा स्तर बनाए रखना चाहता है और मांग वितरण सामान्य है फिर हमें z मान ज्ञात करने के लिए मानक सामान्य वक्र में जाने की आवश्यकता है जिसके लिए क्षेत्रफल 095 है और यह मान 1645 है z का मान है जिसके लिए यह 095 है इसलिए प्रत्येक रिटेल स्टोर में जो सुरक्षा स्टॉक है वह z सिग्मा है जो कि 1645 में 1414 है जो हमें 2326 देगा और पांच रिटेल स्टोर का कुल सुरक्षा स्टॉक 2326 में 5 होगा जो लगभग 11625 है अब अगर हम इन पाँचों को एक एकल इकाई में एकत्रित करते हैं तो जब आप एकत्रित होते हैं जब आप एकत्रीकरण के मामले को देखते हैं और इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो mu 5 गुना 50 होगा जो 250 है सिग्मा होगा जड़ 5 में 10 जो है 2236 और एक बार फिर यदि लीड समय 2 सप्ताह है तो लीड समय के दौरान मांग 500 होगी जो कि पांच से अधिक खुदरा विक्रेताओं की 100 की मांग के समान है लेकिन लीड समय की मांग का मानक विचलन अब 2236 में 2 हो जाएगा जो होगा 3162 हो गया और एक बार फिर अगर हम 95 प्रतिशत सेवा स्तर को बनाए रखना चाहते हैं तो z 1645 हो जाएगा और सुरक्षा स्टॉक 3162 में 1645 हो जाएगा जो कि 5201 है इसलिए अब आप एकत्रीकरण के प्रभाव को देखते हैं इसलिए जब हम उन सभी को एकत्र करने में सक्षम होते हैं और इसे एक ही स्थान पर एक साथ लाते हैं तो हमें पता चलता है कि सुरक्षा स्टॉक वास्तव में 11625 के बजाय 5201 है हमें वास्तव में जो स्थान प्राप्त हुआ था वह इस तथ्य में था कि मुख्य समय मांग का मानक विचलन कुल मिलाकर 3162 है जबकि यह 1414 है और इसका प्रभावी रूप से 5 से गुणा हो जाना है इसलिए यह रूट ओवर में है जो हमें सुरक्षा स्टॉक में बचत देता है क्योंकि पल हम सकारात्मक और नकारात्मक एकत्र करते हैं कहीं न कहीं स्थिर अवस्था में एक दूसरे को रद्द करते हैं और फिर थोड़ा कम या कम सुरक्षा स्टॉक रखना पर्याप्त होता है इस बात का ख्याल रखना लेकिन फिर भी इसे प्राप्त करने के कई तरीके हैं एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर हम पांच खुदरा स्टोरों को एक एकल में देखते हैं तो पांच अलग अलग स्थानों में पांच खुदरा स्टोर होने के कुछ फायदे हैं और सभी को एक ही स्थान पर एकत्रित करने से अलग अलग प्रभाव होंगे उदाहरण के लिए जब यह एकत्र होता है तो मांग बदल सकती है लेकिन फिर इसे संभालने के लिए आज के तरीकों में से एक है सूचना साझाकरण के माध्यम से जहां अगर ये पांच खुदरा विक्रेता हैं भले ही वे पांच अलग अलग स्थानों पर स्थित हों तो वे जानकारी साझा करने में सक्षम हैं और स्थितियों में जहां वास्तविक मांग सीमा स्तर से अधिक हो जाती है यदि सकारात्मक स्टॉक रखने वाला दूसरा व्यक्ति आ सकता है और खुदरा में मदद कर सकता है जो कि कमी में चलने वाला है तो कोई एकत्रीकरण के लाभों को प्राप्त कर सकता है बेशक एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच परिवहन में लगने वाले समय पर भी प्रभाव पड़ेगा लेकिन यह मानते हुए कि चीजों को जल्दी से परिवहन करना संभव है जब आप समग्र रूप से कम सुरक्षा स्टॉक का लाभ उठा सकते हैं तो यह कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह के बीच परिवहन की लागत बनाम अतिरिक्त इन्वेंट्री की इन्वेंट्री होल्डिंग के बीच एक ट्रेडऑफ बन जाता है इसलिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कई उदाहरणों में इन्वेंट्री को होल्ड करने और अतिरिक्त परिवहन लागत के बीच होता है एक ही विचार को गोदामों पर लागू किया जा सकता है अब पांच खुदरा विक्रेताओं के बजाय पांच छोटे गोदामों बनाम एक बड़े गोदाम के बारे में सोच सकते हैं और अनिवार्य रूप से अवधारणाएं समान हैं इसलिए जानकारी साझा करने के माध्यम से एक इकाई स्थितियों में दूसरे की मदद कर सकती है जहां वास्तविक मांग सीमा स्तर से अधिक हो जाती है और एक बार फिर परिवहन लागत और अतिरिक्त इन्वेंट्री के बीच ट्रेडऑफ दूसरा पहलू जो होता है उसे घटक समानता कहा जाता है आम घटक अब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्माण को देखते हैं कहते हैं कि यह एक कंप्यूटर एक असेंबली बड़े पैमाने पर विधानसभा का प्रभुत्व हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रूप में और हम मान लेते हैं कि जिन 10 घटकों पर हम विचार कर रहे हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत विविधता के साथ आते हैं और चूंकि बहुत सारे हैं और बहुत सारे हैं प्रत्येक विविधता अनिवार्य रूप से एक विशेष उत्पाद का गठन करती है तो हम मान लेते हैं कि 10 अलग अलग प्रकार के घटक हैं 10 अलग अलग घटक हैं 10 अलग अलग घटक अंतिम असेंबली में जाते हैं आइए हम यह भी मान लें कि लीड टाइम डिमांड 4000 के बराबर और मानक विचलन 2000 के बराबर है और लीड समय बराबर है 1 सप्ताह में मान लें तो वितरण समान है अब 95 प्रतिशत सेवा स्तर बनाए रखने के लिए तब आपका सुरक्षा स्टॉक z सिग्मा है जो कि 2000 में 1645 है जो 3290 हो जाता है और 10 विभिन्न घटकों के लिए कुल 32900 आइटम बन जाएगा अब यदि हम एक समुच्चय को संयोजित करते हैं या n सामान्य घटक होते हैं जैसा कि इसे कहा जाता है तो हमें 40000 के बराबर म्यू मिलेगा सिग्मा रूट 10 में 2000 के बराबर होगा इसलिए यह 632455 हो जाएगा और एक बार फिर लीड समय के लिए 1 सप्ताह और 95 प्रतिशत सेवा स्तर के बराबर z बराबर 1645 और z सिग्मा 63245 के बराबर 1645 में 104038 है इसलिए एक बार फिर हम यह देखते हैं कि हमारे पास जो सुरक्षा सूची है जो सामान्य घटकों के मामले में है वह सुरक्षा सूची की तुलना में बहुत कम है जो हमारे पास विभिन्न घटकों के मामले में है इसलिए संगठन अब अपनी कई विधानसभाओं में एक सामान्य घटक रखने की कोशिश करते हैं और विविधता की विशिष्टता अंत की ओर आती है जहां अद्वितीय घटक जो कम हैं उत्पादों को एक दूसरे से अलग करेंगे और सिस्टम में विविधता लाएंगे अब यह विचार जो तेजी से उपयोग किया जा रहा है विलंबित भेदभाव कहा जाता है जहां विधानसभा में बहुत बड़े समय तक घटक बहुत समान होते हैं और जिसके बाद वास्तव में भेदभाव होता है और विविधता को अलग करने में जितना अधिक समय लगता है उतना ही यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर होता है जब तक हम एकत्र करने में सक्षम होते हैं और जब तक हम सामान्य घटकों को रखने में सक्षम होते हैं जब तक ऐसा होता रहता है तब तक ऐसा करना हमेशा संभव है एक और तरीका है जिसके द्वारा संगठन इसे संभालते हैं यह भी प्रयास करना है और जिन्हें प्रतिस्थापन योग्य उत्पाद कहा जाता है उदाहरण के लिए एक ही उत्पाद दो अलग अलग विशिष्टताओं में आ सकता है और वे एक ही उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं इसलिए जब हमारे पास एक स्थिति है जहां वास्तविक मांग है तो हम कहते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं ए और बी एक अच्छा उदाहरण ए और बी विभिन्न क्षमताओं के हार्ड डिस्क हो सकते हैं इसलिए जब हमें ए बनाना है और बी बनाना है तो हम उस उत्पाद को बनाते हैं जिसमें घटक ए है और फिर वह उत्पाद जिसमें घटक बी है अब यदि ए और बी को दो अलग अलग घटकों के रूप में अलग अलग माना जाता है फिर हम इस हिस्से में पहुंच जाते हैं लेकिन फिर ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां ए और बी को समान लागत की आवश्यकता नहीं होती है वास्तव में जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई मान्यताओं में से एक यह है कि वस्तु की वास्तविक लागत तुलनीय है क्योंकि यहां 10 अलग अलग घटक हैं और कुल 32900 प्रत्येक घटक का 3290 सुरक्षा में है जबकि यहां 10403 के साथ केवल एक सामान्य घटक है अब यदि इस सामान्य घटक की लागत इन दस के समान है या है इन दस के औसत के समान है तो ये दो आंकड़े सीधे तुलनात्मक हैं अन्यथा लागत तुलनीय है अब जब हम ए और बी को देखते हैं जो एक ही घटक हैं लेकिन दो अलग अलग विनिर्देश हैं अब समान विचार से हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि यदि A और B एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किए जाते हैं या यदि A उच्च विनिर्देशन वाला घटक है और B निम्न विनिर्देशन वाला एक घटक है लेकिन A B को प्रतिस्थापित कर सकता है जबकि हम कर सकते हैं बी को ए स्थानापन्न नहीं करना चाहते हैं लेकिन ए बी को स्थानापन्न कर सकता है हम जानते हैं कि जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हम वह हासिल करने में सक्षम होते हैं जो यहां बताया गया है सुरक्षा स्टॉक में कमी आएगी जब हम विकल्प के लिए सक्षम होंगे जिसका अर्थ है हम ए और बी की मांग को एकत्र कर रहे हैं लेकिन तब हमें यकीन नहीं है कि ए और बी की लागत समान होगी बी कम विनिर्देश के साथ एक घटक है ए की तुलना में थोड़ा कम महंगा हो सकता है लेकिन फिर भी संगठन ऐसा करना पसंद कर सकते हैं हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी क्योंकि कुछ अर्थों में B के लिए A को प्रतिस्थापित करने से जो अतिरिक्त खर्च या हानि होती है उसकी भरपाई इस तथ्य से की जाएगी कि जब आप दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो सुरक्षा स्टॉक कम हो जाता है और सुरक्षा स्टॉक को बनाए रखने की कुल लागत कम हो जाएगी इसलिए आज आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में हमारे पास ये सभी चीजें हैं जो बहुत आम हैं यह एकत्रीकरण सामान्य घटकों और घटकों का प्रतिस्थापन विलंबित भेदभाव और स्थगन जिसका अर्थ है एक ही उत्पाद की विभिन्न किस्मों के विभेदन का प्रयास करना और जितना संभव हो उतना विलंब करना ताकि हम उस बिंदु तक पहुंच सकें जहां हम देरी कर सकते हैं हम सभी कर सकते हैं उन में से तीन लोग अनिवार्य रूप से सिद्धांत समान हैं सिद्धांत यह है कि आप एक मांग और एक बार एकत्र करने में सक्षम हैं अतिरिक्त सिद्धांत द्वारा यह आरोप लगाया गया कि लीड टाइम प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है जिस पल लीड टाइम प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है ये सभी सेफ्टी स्टॉक उछल जाते हैं और वे वास्तव में जो हैं उसकी तुलना में अधिक परिमाण का ऑर्डर बन जाता है इसलिए अगर कोई इस विचार का फायदा उठाना चाहता है और इस तथ्य से लाभ उठाने की कोशिश करता है कि अगर मैं कुछ एग्रीगेट करता हूं या यदि मैं किसी उत्पाद को अलग करता हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मुझे यह सुनिश्चित करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है इस क्षेत्र में जाओ तो पहली चीज जो आवश्यक है वह है उत्कृष्ट आपूर्तिकर्ता संबंध जहां आपूर्तिकर्ता समय में वस्तुओं को देने में सक्षम है जिसका अर्थ है हम नियतात्मक नेतृत्व समय को देख रहे हैं पल आपूर्तिकर्ता भिन्नता दिखाना शुरू कर देता है और लीड समय गैर नियतात्मक होता है फिर यह सुरक्षा स्टॉक शूट होता है इसलिए यदि हम इस क्षेत्र में हैं तो भले ही इससे हमें थोड़ा फायदा हो लेकिन कुल लागत बहुत अधिक होगी क्योंकि किसी भी स्थिति में सुरक्षा स्टॉक अधिक होगा इसलिए पहली बात यह है कि संगठनों को एकत्रीकरण घटक सामान्यता देरी भेदभाव जैसी चीजों से लाभ उठाने के लिए करना है यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सीसा समय निर्धारक है और आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने के लिए निर्धारक लीड समय मिलता है तो यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के संदर्भ में सुरक्षा स्टॉक का प्रभाव है और संगठन के प्रदर्शन में अब हमें दूसरे विषय पर ध्यान देना चाहिए अब हम मूलभूत इन्वेंट्री समस्याओं पर वापस जाते हैं अब मूल इन्वेंट्री मॉडल में हमने दो प्रकार की मांगों को देखा है हमने पहली बार एक मामले को देखा जहां वार्षिक मांग दी जाती है वार्षिक मांग निरंतर है या मांग निरंतर है और हमने मामले को देखा जहां मांग अलग अलग है हम यहां ऑर्डर मात्रा प्राप्त करने के लिए आर्थिक आदेश मात्रा सूत्र का उपयोग कर सकते हैं हम यहां ऑर्डर मात्रा प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए सिल्वर मील जैसे बहुत बड़े आकार का उपयोग कर सकते हैं लेकिन दोनों की आवश्यकता होती है दोनों में से पहली चीज की आवश्यकता डी होती है जो इस मामले में वार्षिक मांग है और इस मामले में उसी डी को अवधि के रूप में दिया जाता है तो आइए हम इस प्रश्न पर विचार करें कि हम इस वार्षिक मांग की गणना कैसे करते हैं और एक बार यह वार्षिक मांग दी जाती है या किसी विशेष वस्तु या वस्तुओं के सेट के लिए किसी भी रूप में मांग की जाती है हम इसे कैसे करते हैं और इन्वेंट्री में हमने देखा ज्यादातर बार हमने एक आइटम को देखा और कुछ अवसरों पर हमने कई वस्तुओं को देखा जबकि पूर्वानुमान या समग्र योजना में हम एक आइटम स्तर पर नहीं देख रहे थे हम एक उत्पाद स्तर पर या कुल स्तर पर देख रहे थे तो हम पूर्वानुमानित मूल्य से आइटम वार की मांग का पता कैसे लगाते हैं जो उत्पाद वार है तो उत्पाद और व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच एक संबंध होना चाहिए और उस संबंध को सामग्री का बिल कहा जाता है जिसे BOM भी कहा जाता है हम सामग्री के बिल के कुछ विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरल योजनाबद्ध आरेख का उपयोग करते हैं और हम उत्पाद वार पूर्वानुमानित मांग से आइटम वार मांग तक कैसे स्थानांतरित करने में सक्षम हैं तो वास्तविकता में एक सरल योजनाबद्ध आरेख का उपयोग करें ये आरेख बहुत बड़े और कहीं अधिक जटिल हैं तो हम मान लेते हैं कि हम एक उत्पाद P बनाते हैं और चित्रण के लिए हम कहते हैं कि P दो घटकों से बना है दो असेंबली A और B दोनों असेंबली हैं और फिर ये असेंबली फाइनल करने के लिए जाती हैं उत्पाद पी तो हम यह भी मान लेते हैं कि A से बना है A और B उप असेंबली हैं जो अंत में P बनाते हैं हम कहते हैं कि A C और D से बना है जहाँ D एक खरीदी हुई वस्तु है और C एक मशीन है जो कि आपूर्तिकर्ता से आती है विनिर्माण से गुजरती है और फिर यह एक घटक C बन जाती है जो असेंबली में जाती है तो डी को खरीदा जाता है इसलिए यह आपूर्तिकर्ता से आता है मान लें कि सी वास्तव में ई से बना है जो आपूर्तिकर्ता से भी आता है जिसे हम कुछ एस 2 को अन्य आपूर्तिकर्ता कहते हैं और केवल दृष्टांत के लिए B हम कहते हैं कि D से बाहर भी बना है लेकिन यह मशीनीकृत है या हम कहें पूर्ण होने के लिए B E से बाहर आता है ई आपूर्तिकर्ता एस 2 से आता है और फिर ई को मशीनी किया जाता है और फिर यह बी बन जाता है जो विधानसभा में जाता है तो यह एक बहुत ही सरल आरेख है वास्तव में यदि आप किसी भी निर्मित तैयार उत्पाद को लेते हैं तो सामग्री का यह बिल एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जिसमें कभी कभी हजारों घटक और विधानसभाएं और उप विधानसभाएं शामिल हो सकती हैं बस अवधारणा को समझने के लिए और खातिर चित्रण के लिए मैंने यहाँ एक बहुत ही सरल आकृति का उपयोग किया है अब हम मान लेते हैं कि इस महीने हम P के 400 बनाना चाहते हैं यह 400 या तो एक पूर्वानुमान हो सकता है या यह एक मांग हो सकती है जिसे हमें बनाना होगा एक दृढ़ मांग जो हमें बनानी है अब चर्चा के लिए फिर से मान लेते हैं कि इसे A की 1 की आवश्यकता है और P के 1 को बनाने के लिए B के 2 की आवश्यकता है इसलिए स्वचालित रूप से P के 400 में A का 400 होगा इसलिए इसमें 400 का A शामिल होगा और इसमें B का 800 शामिल होगा अब एक बार फिर मान लेते हैं कि इसे C के 2 और D के 1 का मतलब होगा मतलब 400 बनाने के लिए इसका मतलब होगा C का 800 और D का 400 अब एक बार फिर हम यह कहेंगे कि C का 1 बनाने के लिए मुझे E का 2 चाहिए इसलिए मुझे E का 1600 चाहिए और यहाँ उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि 1 का B बनाने के लिए मुझे E का 1 चाहिए इसलिए मुझे ई की 800 की जरूरत है इसलिए अंत में मैं वापस जाऊंगा और कहूंगा कि यदि मुझे पी के 400 चाहिए तो मुझे आपूर्तिकर्ता से ई के 1600 खरीदने की आवश्यकता है मुझे आपूर्तिकर्ता से 400 डी की आवश्यकता है और मुझे 800 की आवश्यकता है आपूर्तिकर्ता से ई अब हम भी कोशिश करें और तस्वीर में कुछ लीड समय लाएं अब कई लीड समय या कई बार लिया गया है तो मान लेते हैं कि इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है उदाहरण के लिए अगर मुझे P आज चाहिए तो विधानसभा को ऐसा करने में 1 सप्ताह लगता है और यदि मुझे A बनाना है तो हम कहते हैं कि विधानसभा को 2 सप्ताह और बनाने में है बी विधानसभा में 1 सप्ताह लगता है हम बाद में इन सप्ताहों को दिनों में बदल देंगे लेकिन अभी हम हफ्तों को देखते हैं और फिर D सीधे आपूर्तिकर्ता से आता है और 2 सप्ताह के भीतर यह A बन जाएगा अब हम कहते हैं कि E आपूर्तिकर्ता से आता है और हमें कहते हैं सी बनने में 1 सप्ताह का समय लगता है तो अब हम वापस जाते हैं और एक ही चीज़ को अलग तरीके से चित्रित करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है और हमें बताएं कि हम हफ्तों की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं 400 P बनाना चाहता हूँ इसलिए अगर मुझे P का 400 बनाना है तो मुझे यहाँ A का 400 चाहिए यहाँ मुझे A का 400 चाहिए क्योंकि इसमें 1 हफ्ते का समय लगने वाला है यहाँ मुझे B का 800 चाहिए अब अगर मुझे यहां ए के 400 की जरूरत है तो 2 हफ्ते पहले मुझे 800 सी की और 400 डी की जरूरत है और अगर मुझे 800 सी की जरूरत है तो 1 हफ्ते पहले मुझे 1600 ई की जरूरत है इसलिए यहां मुझे 1600 ई की जरूरत है अब अगर मुझे यहाँ B की 800 1 सप्ताह पहले मुझे E की 800 की आवश्यकता है तो मुझे E की 800 की आवश्यकता है अगर मुझे 800 B की जरूरत है तो 1 हफ्ते पहले मुझे B की जरूरत है 1 हफ्ते पहले की है इसलिए मुझे E की 800 कहीं की जरूरत है इसलिए यहाँ मुझे E की 800 की जरूरत है इस महीने तो मुझे जरूरत है अब मुझे क्या करना है और विक्रेता के पास जाना है इसलिए मैं जिन चीजों को विक्रेता के पास जाता हूं वे इसके अंत में ई और डी हैं तो मुझे ई के 800 होने की आवश्यकता है मुझे 400 डी की आवश्यकता है और मुझे ई के 1600 होने की आवश्यकता है ये तीन चीजें हैं जो मुझे यहां चाहिए तो अब इसका अनुवाद इस पर किया गया है और फिर मुझे पता है कि अगर यहां पी की 400 की जरूरत है तो मुझे यही चाहिए अब हम वापस जाते हैं और कहते हैं कि अब हम महीने के अंत में पी के इस 400 को बदल रहे हैं हम कहते हैं और हम इसे बदल देते हैं हम कहते हैं कि इस महीने में 4 सप्ताह होने जा रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हम 4 सप्ताह की मांग के रूप में 200 100 50 और 50 होने जा रहे हैं तो अब हम इस बात पर विचार करते हुए फिर से आरेख बनाते हैं मान लें कि मुझे यहाँ 200 P की आवश्यकता है यदि मुझे यहाँ 400 P की आवश्यकता है तो मुझे 800 E की आवश्यकता है तो अगर मुझे यहाँ 200 P की आवश्यकता है तो मुझे यहाँ 400 E की आवश्यकता है मुझे यहाँ 200 D की आवश्यकता है और मुझे यहाँ 800 E की आवश्यकता है अब यदि यहाँ 100 P की आवश्यकता है तो यह महीने का 4 वां सप्ताह है यह 3 rd सप्ताह है महीने की तो अगर मुझे यहाँ 100 P की आवश्यकता है तो मुझे इसकी आवश्यकता है इस 100 P के लिए मुझे यहाँ 200 E की आवश्यकता है मुझे यहाँ 400 D की आवश्यकता है और मुझे यहाँ 100 D की आवश्यकता है और यहाँ 400 E की आवश्यकता है अब अगर वापस जाओ और कहो कि मुझे यहां एक और 50 पी की आवश्यकता है अब इस 50 पी का मतलब होगा यहां 100 ई यहां 50 डी और यहां 200 ई अब यहां एक और 50 पी का मतलब होगा कि हमें यहां 100 ई की जरूरत है यहां 50 डी और यहां 200 ई है इसलिए अब जिस पल को हम इस मांग को हफ्तों में स्थानांतरित करते हैं हम इसे खरीदे गए सामानों की आवश्यकता के रूप में ले जा रहे हैं इसलिए अब मैं इसे संक्षेप में कह सकता हूं और कह सकता हूं कि वही चीज जो मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं अगर यह 1 महीने में पी के लिए योजना है तो मैं यहां संक्षेप में कहता हूं और इस बिंदु पर मुझे 400 ई की आवश्यकता है इस बिंदु पर मुझे 200 ई की आवश्यकता है इस बिंदु पर मुझे 900 ई की आवश्यकता है इस बिंदु पर मुझे 500 E की आवश्यकता है इस समय मुझे 200 E की आवश्यकता है इस बिंदु पर मुझे 200 E की आवश्यकता है मैं वापस जाता हूं और कहता हूं यहां कहीं मुझे 200 डी की आवश्यकता है मुझे 100 डी की आवश्यकता है मुझे 50 डी की आवश्यकता है और मुझे 50 डी की आवश्यकता है इसलिए मैं इसे कह सकता हूं और कह सकता हूं इसके लिए मेरी आवश्यकता है इसलिए अब मुझे बस इतना करना है कि जिस समय मुझे यह ढांचा ठीक मिले मुझे यहां इनपुटिंग वैल्यूज रखने की जरूरत है जो कि पी की मेरी अपेक्षित उत्पादन मात्रा हैं हमें हर हफ्ते कहना चाहिए अब सप्ताह या समय अवधि को बदला जा सकता है एल्गोरिथ्म वही रहेगा अब सप्ताह दिन बन सकते हैं इसलिए अगर यह अगले 4 दिनों के लिए है तो यह पूरी चीज दिन बन जाएगी और पूरी चीज यहां स्थानांतरित हो जाएगी और कहेगी एक दिन पहले मुझे इतनी जरूरत है दूसरे दिन से पहले मुझे बहुत जरूरत है दूसरे दिन से पहले मुझे बहुत ज़रूरत है और इसलिए पर इसलिए हम इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम समय अवधि को कैसे परिभाषित करते हैं जो या तो एक सप्ताह या एक दिन है एल्गोरिथ्म समान रहेगा और हम जिस तरह से मात्राओं की गणना करते हैं वह भी उसी तरह रहेगा तो फिर हम सभी की जरूरत है अगर हमारे पास ऐसा कुछ है और समय के पैमाने पर हम कहने में सक्षम हैं तो इन सभी समय में पी की बहुत आवश्यकता है हम गणना और कह सकते हैं डी और ई के इस हिस्से की हमें यहाँ बहुत आवश्यकता है लेकिन तब वास्तविकता में पी केवल डी और ई पर निर्भर नहीं है लेकिन पी कुछ 100 अन्य वस्तुओं या 500 अन्य वस्तुओं पर निर्भर होगा लेकिन ऐसा नहीं है कोई बात नहीं लेकिन एल्गोरिथ्म और गणना करने का तरीका एक ही है और यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह कंप्यूटर पर बेहद काम किया जा सकता है इसलिए जब पहली बार विनिर्माण संगठनों ने इस पूरी चीज़ को कम्प्यूटरीकृत करना शुरू किया तो सामग्री का बिल और फिर अनुवाद करना यह एक चित्रात्मक रूप में सामग्री का बिल है आप एक फ़ाइल पर सामग्री का बिल भी लिख सकते हैं अब यह एक कार्यक्रम लिखना आसान है जो इस में अनुवाद करेगा अब जिस कार्यक्रम ने इस विचार प्रक्रिया को शुरू किया है जो इसे इस पर अनुवाद करना है उसे सामग्री आवश्यकता योजना कहा जाता है या इसे एमआरपी कहा जाता है इसलिए एमआरपी का आवश्यक कार्य सामग्री के बिल को शामिल करना है और यह व्यक्तिगत मांगों की मात्रा को देखने की क्षमता है जब समग्र मांगों को एमआरपी प्रणाली में खिलाया जाता है अब जो अतिरिक्त कार्य किया जा सकता है वह यह है कि अवधि एक सप्ताह है यह मानते हुए इसे अगले के लिए बढ़ाया जा सकता है यह अगले महीने या अगले 2 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है यह या तो एक रोलिंग कैलेंडर या रोलिंग टाइम फ्रेम पर काम कर सकता है या कोई भी वर्ष की शुरुआत में सही कर सकता है 50 सप्ताह या 52 सप्ताह की मांग क्या है और फिर इसे खरीद लिया अब यदि हम केवल P के साथ काम कर रहे हैं तो इस संख्यात्मक चित्र पर जारी है अगर हम केवल P के साथ काम कर रहे हैं जो D और E पर निर्भर करता है तो हमारे पास E के लिए एक कैलेंडर और D के लिए एक और कैलेंडर है इसलिए एक बार जब हमारे पास ये दो कैलेंडर हैं तो हम अलग अलग साइज़िंग मॉडल का उपयोग यहां सिल्वर मील हेयुरिस्टिक या पार्ट पीरियड बैलेंसिंग की तरह कर सकते हैं यह जानने के लिए कि प्रत्येक बिंदु पर हमें यहां कितनी मात्रा में ऑर्डर करना है यह आवश्यक नहीं है कि हमें 200 200 500 900 200 और 400 का ऑर्डर देना है क्योंकि तब आपूर्तिकर्ता लीड का समय चित्र में आता है 1 इसलिए हमें सप्लायर लीड समय से पहले ऑर्डर करने की आवश्यकता है जिससे सप्लायर को प्लस डिलीवर करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके गुच्छा भी बच जाएगा क्योंकि हर एक आदेश हमें एक आदेश लागत पैदा करेगा इसलिए यदि यह उदाहरण के लिए सस्ता है तो 400 को 200 और 200 के बजाय यहां ऑर्डर करने के लिए क्योंकि हम एक ऑर्डर की लागत को एक अतिरिक्त इन्वेंट्री ले जाने से बचाएंगे जो कि सिल्वर मील के रूप में बहुत सारे नौकरशाही के आकार का सामान्य सिद्धांत है इसलिए कोई भी रजत भोजन जैसे उत्तराधिकारियों को लागू करने की कोशिश कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि वास्तव में हम किस क्रम पर हैं ताकि इनमें से प्रत्येक आइटम के लिए किया जा सके अब अगली चीज़ जो हम देखते हैं वह यह है कि संगठन केवल P का उत्पादन नहीं करता है इसलिए यह एक अन्य उत्पाद का उत्पादन कर सकता है Q जो एक अन्य उत्पाद है और फिर यह Q उदाहरण के लिए भी निर्भर करेगा हम कहेंगे कि यह दो उप असेंबली R और S पर निर्भर करेगा और सिर्फ चित्रण को सरल बनाने के लिए मान लें कि R E पर निर्भर करेगा और S D पर निर्भर करेगा तो एक कहेंगे कि यदि आप 200 क्यू बनाना चाहते हैं या यदि आप बनाना चाहते हैं इससे पहले कि हम ऐसा करें यदि आप क्यू में से 1 बनाना चाहते हैं तो हम कहें कि हमें 1 आर की आवश्यकता है और एस के 2 और फिर हम कहते हैं कहेंगे 1 का R E का 1 चाहता है और प्रत्येक में D का 2 शामिल होगा इसलिए यदि हम 200 क्यू बनाना चाहते हैं तो अब Q का 200 R का 200 और S का 400 बन जाएगा और इसका मतलब होगा 200 का E और 800 का D इसलिए एक बार फिर से अगर हम वापस जाते हैं और इन लीड समयों को लिखते हैं तो हमने पहले किया था फिर हम क्यू के लिए इस तरह का एक और आरेख बना सकते हैं जैसा कि हमने पी के लिए किया था और एक बार जब हम क्यू के लिए एक और आरेख बनाने में सक्षम होते हैं तो अब उस आरेख से हम डी और ई के लिए अलग अलग समय कैलेंडर आकर्षित कर सकते हैं जो क्यू की मात्रा पर निर्भर करता है कि हम उत्पादन करना चाहते हैं कुल और साथ ही उस सप्ताह के विभाजन को विभाजित करें इसलिए यदि संगठन 10 अलग अलग उत्पाद बना रहा है तो हम ई और डी के लिए 10 अलग अलग कैलेंडर प्राप्त कर सकते हैं न केवल ई और डी के लिए हर आइटम जो बाहर खरीदा गया है अब हम इनमें से प्रत्येक आइटम के लिए केवल एक कैलेंडर बनाने के लिए डी और ई के इन 10 कैलेंडर को मर्ज कर सकते हैं और फिर बहुत सारे नौकरशाही को लागू कर सकते हैं ताकि आप इन प्रभावी ऑर्डर करने में सक्षम हों पूर्व एमआरपी दिनों में अन्य विकल्प था क्योंकि यह समय लेने वाली गतिविधि थी जब मैन्युअल रूप से भी किया जाता था तो वापस जाना और एकल गुणा करना हमेशा आसान होता था और कहते हैं पूरी तरह से इस साल में बहुत पी मैं उत्पादन कर रहा हूं पूरी तरह से इस साल में मैं क्यू उत्पादन करने की उम्मीद करता हूं और मुझे पता है कि हर PI को इस E की बहुत जरूरत है और D की इस बहुत हर QI को E की बहुत जरूरत है और D की यह बहुत जरूरत है बस इसे गुणा करके इसे एग्रीगेट करें हमें वह सिंगल D मिलेगा जो उस मद के लिए वार्षिक मांग है और एक वहाँ एक आर्थिक आदेश मात्रा का उपयोग कर सकता है वहां एकमात्र पकड़ या कठिनाई थी अगर इस वार्षिक P को महीनों में असमान रूप से और हफ्तों में असमान रूप से वितरित किया जाता है तो आर्थिक आदेश मात्रा कभी कभी कमी हो सकती है लेकिन जिस क्षण उन्हें 50 सप्ताह में असमान रूप से वितरित किया जाता है और फिर यदि हमारे पास इस तरह की प्रणाली होती है जो कम्प्यूटरीकृत होती है और एमआरपी प्रणाली जो कम्प्यूटरीकृत होती है तो अधिकांश एमआरपी सिस्टम होते हैं और फिर हमारे पास एक एमआरपी सिस्टम होता है हमें उस प्रकार के कैलेंडर प्रदान करेगा जिनकी हमें प्रत्येक आइटम के लिए आवश्यकता हो सकती है और एक बार हम ई के लिए इस एकत्र कैलेंडर को प्राप्त करने में सक्षम हैं यह पी के लिए था इसी तरह क्यू कुछ अन्य आइटम और इतने पर हो सकता है उन सभी को एकत्र करें तो हम ई के लिए अलग अलग आदेश दे सकते हैं फिर अगली जटिलता के माध्यम से हो जाता है हमने बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल और बहुत सारे आकार के मॉडल देखे हैं लेकिन इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने बहुत सारे मॉडल और छूट नहीं देखे हैं जबकि हमने नियमित इन्वेंट्री मॉडल में छूट देखी हमने बहुत अधिक आकार वाले मॉडल में छूट नहीं देखी फिर हम बहुत अधिक आकार का मॉडल बना सकते हैं जो छूट का ध्यान रखता है हम जो भी विश्लेषण या जो भी अतिरिक्त मॉडल हमने सामान्य नियमित सूची में वार्षिक मांग के साथ देखा का निर्माण कर सकते हैं हम उन सभी आयामों को बहुत अधिक आकार में ला सकते हैं तो छूट जैसी चीजों को लाया जा सकता है जैसे कई विक्रेताओं को लाया जा सकता है चीजों को एकल विक्रेता के लिए एकत्रित किया जा सकता है और इसे लाया जा सकता है इसलिए जब आइटम एकल विक्रेता को एकत्रित किए जाते हैं तो हम कई आइटम लागू कर सकते हैं इन्वेंट्री मॉडल जहां एक साथ आइटम ऑर्डर करके हम ट्रक की लागत पर बचत कर सकते हैं तो इन सभी मॉडलों को कम से कम संभव के रूप में सामग्री प्रबंधन प्रणाली की पूरी लागत को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए लाया जा सकता है उसी समय सेवा स्तरों को ध्यान में रखते हुए यह ध्यान में रखते हुए कि हम सिस्टम में बहुत अधिक इन्वेंट्री को टाई नहीं करते हैं क्योंकि आज के निर्माण के लिए संगठनों को सिस्टम में इतनी इन्वेंट्री टाई करने की आवश्यकता नहीं है तो कम से कम इन्वेंट्री की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है और यह पता लगाने के लिए कि न्यूनतम और सुरक्षा इन्वेंट्री से विचारों का दोहन करने के लिए कि हमने प्रतिस्थापन स्थगन विलंबित भेदभाव एकत्रीकरण जैसे विचारों को देखा नियमित इन्वेंट्री की कुल लागत के साथ साथ सुरक्षा इन्वेंट्री को बनाए रखने की कुल लागत को कम करने के लिए प्रयास करने और लाभ के लिए इन सभी का उपयोग करें अब आगे बढ़ने से पहले हम एक त्वरित पुनरावृत्ति लेते हैं इस व्याख्यान श्रृंखला में अब तक हमने जो कुछ भी कवर किया है उन सभी को बहुत जल्दी से कोशिश करते हैं और संबंधित करते हैं और फिर इस व्याख्यान श्रृंखला में अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं इसलिए हमने जो पहला विषय देखा वह पूर्वानुमान था जिसने उत्पाद की मांग का अनुमान प्राप्त करने में अनिवार्य रूप से हमारी मदद की जिस तरह का पूर्वानुमान हमने देखा उदाहरण के लिए समग्र पूर्वानुमान थे हम पूर्वानुमान वाले मॉडल को देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे जो कल उत्पाद की मांग का अनुमान लगाएगा समय श्रृंखला मॉडल जो हमने देखा जिसे हमने केंद्रित किया 1 महीने और इसी तरह की अवधि देख रहे थे इसलिए पूर्वानुमान एक समुच्चय स्तर पर किया गया था और पूर्वानुमान से हमने समग्र योजना के लिए मॉडल देखे अब कुल नियोजन दो आउटपुट देगा एक उत्पादन क्षमता है जिसे हम नियमित समय और समयोपरि के संदर्भ में लेते हैं अगर कुछ आउटसोर्स क्षमता है तो वह आने वाली है उत्पादन क्षमता क्या है जो हम एक निश्चित अवधि में करने जा रहे हैं और बता दें जिस अवधि को हम देख रहे थे वह एक महीने की तरह है यदि कुल योजना से अन्य उत्पादन कार्य बल है लेकिन तब हमें कार्य बल परिवर्तन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए आइए हम मान लें कि कार्य बल थोड़ी अलग चीज है और हम उत्पादन क्षमता को देखते हैं जो उत्पाद की कुल मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक घंटे में उपलब्ध है इसलिए इस समग्र योजना तक हम व्यक्तिगत उत्पादों के लिए नहीं आए अब कुल मिलाकर योजना के अंत में हमने दो चीजों पर ध्यान दिया हमने आर्थिक बहुत निर्धारण समस्या पर ध्यान दिया और हमने असहमति के मॉडल को भी देखा विशेष रूप से इन सभी असहमति में हमने कहा कि अगर एक निश्चित मात्रा में आदमी घंटे या समय उपलब्ध है तो हम इस समय को विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए कैसे विभाजित करते हैं इसलिए पहली बार हम वास्तव में एक उत्पाद स्तर पर आए थे या एक आइटम स्तर असहमति में था इसलिए यदि एक महीने में एक निश्चित मात्रा में क्षमता उपलब्ध है तो उस उत्पाद A को बनाने के लिए कितना उपयोग किया जा रहा है उत्पाद B C D और E को बनाने के लिए कितना उपयोग किया जाता है यह हमने इस असहमति में देखा है इसके बाद हम असहमति को कवर करने के बाद कहीं न कहीं हमने इन्वेंट्री शुरू की हालांकि यह सिस्टम में क्रमिक रूप से नहीं आता है इन्वेंट्री यहां कहीं है लेकिन इन्वेंट्री हमारे सामग्रियों के प्रबंधन के साथ प्रदान करता है इसलिए यदि हम समय पर इस बिंदु पर आइटम ए का उत्पादन करना चाहते हैं तो हम क्या ऑर्डर करते हैं हम कितना ऑर्डर करते हैं इसलिए हमारे पास हमारे पास उपलब्ध आइटम का इतना हिस्सा है इसलिए यहां इन्वेंट्री में हमने कुछ चीजों को देखा हमने यह मानकर शुरू किया कि प्रत्येक आइटम की एक निश्चित वार्षिक मांग है और फिर सामग्री को कैसे ऑर्डर किया जाता है और उन्हें कैसे लाया जाता है ताकि उनका उत्पादन किया जा सके उसी समय हमने मॉडल भी देखे जब यह वार्षिक मांग महीनों तक टूटी हुई है सप्ताह से टूटी हुई है अवधियों में टूट गई है जहां प्रत्येक अवधि में मांग अलग थी और फिर बाद में हमने सामग्री के बिल को देखा और कैसे हम सूची को अंतिम उत्पाद से संबंधित करने में सक्षम हैं उत्पाद के लिए आइटम वह है जो हमने अभी देखा है जहां कुछ उत्पाद पी की निश्चित मात्रा का उत्पादन अब डी और ई के लिए आइटम वार आइटम वार के साथ साथ समय के हिसाब से टूट गया है इसलिए इसने वास्तव में उत्पाद को आइटम की कोशिश करने और उससे संबंधित करने में हमारी मदद की इसलिए यह वही है जो अभी हम कर रहे हैं और हमने इन सभी विषयों को देखा है और फिर हमें एक अन्य विषय पर जाने की आवश्यकता है जहां हम जानते हैं कि असहमति के अंत में हम एक उत्पाद या एक आइटम बनाने जा रहे हैं अगले सप्ताह में 1 सप्ताह या उसके बाद या अगले 2 दिनों तक जो भी चक्र समय है कि हम बाहर बात कर रहे हैं हम इस उत्पाद को बनाने जा रहे हैं हम यह भी मानते हैं कि एक अच्छी सामग्री प्रबंधन प्रणाली या इन्वेंट्री प्लानिंग सिस्टम बनाने की सामग्री के माध्यम से ये भी उपलब्ध हैं अब हमें इस सामग्री और समय को अलग अलग मशीनों या संसाधनों में ले जाने की जरूरत है और फिर कोशिश करें और कहें कि प्रत्येक मशीन इन उत्पादों में से प्रत्येक पर या सामान्य रूप से इन नौकरियों में से प्रत्येक पर कितना समय खर्च करने वाली है अब यह हमें अनुक्रमण और शेड्यूलिंग नामक एक विषय की ओर ले जाता है जहां मशीनों और मशीन संसाधनों का एक सेट दिया जाता है और प्रदर्शन किए जाने वाले नौकरियों और गतिविधियों का सेट और इन उत्पादों को बनाना पड़ता है अब हम इन मशीनों का उपयोग इन नौकरियों को बनाने के लिए कैसे कर रहे हैं या हम यह कैसे सुनिश्चित करने जा रहे हैं इन नौकरियों और इन नौकरियों की सभी व्यक्तिगत आवश्यकता एक निश्चित समय के भीतर संसाधनों के सेट पर मिलने वाली है जो मशीनें हैं इसलिए हम अगले व्याख्यान में अनुक्रमण और निर्धारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे